ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो वे सिस्टम में डिज़ाइन के पहलुओं से संबंधित होते हैं साथ ही वे संबंधित हैं कि कार्यान्वयन कैसे किया जाता है और कोड और विभिन्न मॉड्यूल कैसे व्यवस्थित होते हैं हम उसे जारी रखेंगे और ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट मॉडल में उपयोगी एलिमेंट्स नहीं हैं कुछ सिस्टम आवश्यकताओं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स शामिल होगी यह मॉड्यूल की रूपरेखा है यह हर स्लाइड के बाईं ओर उपलब्ध होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए हमने पहले ही शीर्ष 4 पर काम कर लिया है और अब हम नीचे के 3 कर रहे हैं तो पहला माइनर एलिमेंट है या अगर मैं 23 के बारे में बात करता हूं तो मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इसमें कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है और चीजें वास्तव में जटिल हो जाती हैं जब हम उन ऑब्जेक्ट्स है तो टाइपिंग कहता है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट का क्लास है और p एक प्वाइंटर टू कैरेक्टर किया जाता है तो बस आपको पृष्ठभूमि देने के लिए हमने इसे देखा और हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसकी गहराई से बात कर सकें टाइप हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है तो एक ADT के लिए आप वैल्यूज के डोमेन पर गुणा इत्यादि कर सकता हूं लेकिन जब मैं जोड़ता हूं तो ऑपरेशन का बहुत विशिष्ट अर्थ होता है उदाहरण के लिए यदि मैं केवल एक बाइट के अनसाइंड इंटिजर की सबसे बड़ी वैल्यू 255 होती है अतः रिजल्ट 256 नहीं बल्कि 0 आएगा तो यह इन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है फिर अंत में स्वयंसिद्धएक्सिओम्स के उपयोग से 0 हो जाएगा अब जब मैं 0 से 1 घटाता हूं तो वैल्यू अंडरफ्लो नियम से 255 हो जाएगी तो यह ओवरफ्लो नियम है जो अंडरफ्लो नियम को प्रभावित करेगा जब तक कि ये नियम सममित सीमंमेट्रिक के कई डिजाइनों में उपयोग किया गया है लेकिन यह प्रोग्रामर के लिए कम से कम सीधे प्रयोग करने योग्य बन गया है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग संरचनात्मक और व्यवहार प्रॉपर्टीज का सटीक निरूपण है हमने इन प्रॉपर्टीज है यह उन प्रॉपर्टीज में वे समान हैं लेकिन हुबहू समान नहीं हैं परंतु उन्हें हम इस पाठ्यक्रम में समान रूप से प्रयोग करेंगे तो यह हमारी OOAD पुस्तक से बहुत अच्छा कार्टून है हम देख सकते हैं कि यदि टाइप मिसमैच हो जाते हैं और जब हम उसके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं निश्चित रूप से कई अलग अलग प्रकार के टाइप को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं जिन्हें UDTs कहा जाता है और ये UDTsके कुछ उदाहरण हैं उदाहरण के लिए C में आप कॉम्प्लेक्स संख्याओं के लिए एक कॉम्प्लेक्स क्लास हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे अब हमें जरूरत है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करती है एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज को लागू करेगा तो टाइपजुड़ा हुआ है

इसलिए जब मैं कुछ ऐसी चीजें करना शुरू करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए जैसे मैं एक डबल वैल्यू कर देगा 36 में से 6 को नहीं रखा जाएगा और ival में 3 को असाइन जुड़ा हुआ है

इसलिए यह कंपाइलेशन है आगे चलकर मैं 36 को जो कि एक डबल से निर्धारित किया जाता है और वह इसे बनाए रखता है तो इन 2 कथनों में यही अंतर है यहाँ स्टैटिक केस है इसके विपरीत यदि डायनॉमिकली टाइप्ड का उपयोग करते हैं यदि आप व्हीकल हैरारकी की अनुमति दूं लेकिन अगर यह एक car है तो मुझे पूछना चाहिए कि इसमें कितने व्हील्स है C और Java में सब कुछ स्टैटिक टाइमनहीं है

तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको किस तरह का समर्थन मिल सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अनुमति देते हैं तो आप एक int की जगह double का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते इस प्रकार यह सुनिश्चित करता कि आप हमेशा सही उपयोग के स्थान पर सही टाइप का होता है C में इंपलीसिट कन्वर्जन का हिस्सा है आप अभी भी सभी प्रोग्रामिंग करने में सक्षम होंगे लेकिन निश्चित रूप से आपको इसका उपयोग करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होगी और आपको सभी वीकली टाइप्ड पैराडाइम यह है और इसलिए टाइप नहीं होता है तो लेकिन यह इन अनटाइप्ड लैंग्वेजेस में शामिल है आम तौर पर इसका संदर्भ नहीं लेंगे इसलिए इन विभिन्न प्रकारों को देखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अन्य और C एक मिश्रित सीमा के रूप में आता है जहां मैंने कहा था कि यह ज्यादातर स्टैटिकली टाइप्ड नाम से सुझाव देता है कि मूल रूप से इसके दो भाग हैं पाली का अर्थ है कई रूप का अर्थ है परिवर्तन इसलिए पॉलीमॉरफिस्म की आवश्यकता होगी लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास डायनेमिक टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे विकल्प बन जाते हैं ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो प्रकृति में मोनोमोर्फिक हैं जो इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं देती हैं वे स्ट्रांगली को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यह नंबर 1 एब्स्ट्रक्शन में इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे आगे कॉन्करेन्सी के बारे में बात करेंगे हम विराम लेंगे और फिर उस बारे में बात करेंगे